तो जहां तक बुनियादी प्रयोगात्मक जांच का संबंध है इन प्रयोगों को करने का मुख्य उद्देश्य सूखी मिट्टी के गुणों का अध्ययन करना है जो प्रथमतः है तो यदि आप सूखी मिट्टी के गुणों को मॉडल कर सकते हैं आप मिट्टी के खनिज गुणों को संक्षेप में जानते हैं और यह ज्यादातर एकल चरण प्रणाली होती है क्या ऐसा नहीं है अब यदि आप हवा को उस मिट्टी के साथ देख रहे हैं जो सूखी है तो यह मिट्टी और खनिजों के साथ दो चरण प्रणाली बन जाती है जो उस पदार्थ में मौजूद हैं तो इन प्रयोगों को करने का पहला उद्देश्य सूखी मिट्टी के विद्युत गुणों को निकलना है ताकि हम कण सीमाओं और मिट्टी के कणों से जुड़े गुणों को जान सकें विद्युत गुणों फिर एक और उद्देश्य है गीली मिट्टी के गुणों का अध्ययन करना जब मिट्टी गीली होती है तो किस प्रकार की परतें बनती हैं गीली स्थिति में मिट्टी के माइक्रोस्ट्रक्चर का क्या होता है यह फिर से एक दो चरण प्रणाली है जिसमें पानी और मिट्टी के खनिज मौजूद हैं तो संक्षेप में जब आप इन दो सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं अर्थात सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप इन दो सीमा स्थितियों के डिएलेक्ट्रिक स्थिरांक को निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक स्थिति में खनिज हवा में डूबे हुए हैं दूसरे स्थिति में खनिज पानी में डूबे हुए हैं तो यह आपको डिएलेक्ट्रिक स्थिरांक dielectric constant या चालकता के पैमाने पर गुणों और उनके उतार चढ़ाव के बारे में एक उचित अंदाज़ देता है अब ज्यादातर समय हम छिद्र घोल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि छिद्र घोल को उचित महत्व कैसे दिया जाए अब यदि आप मिट्टी के नमूने से छिद्र घोल निकाल सकते हैं और आप विद्युत गुणों का उपयोग करके इसे चिह्नित कर सकते हैं और यदि आप इन गुणोंको मिटटी हवा या मिटटी पानी के दो चरण प्रणाली पर सुपरइंपोस कर सकते हैं तो आपकी मॉडलिंग पूरी हो जाती है तो यह कुछ ऐसा है कि मिट्टी से छिद्र घोलनिकालना इसे अलग से चित्रित करना और फिर इसे मिट्टी के मैट्रिक्स या कण संरचना पर सुपरइम्पोज़ करना और फिर देखना कि आपकी मॉडलिंग वैध है या नहीं क्या यह हिस्सा स्पष्ट है तो जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य होता है भू सामग्री के गुणों को समझने या भू सामग्री के गुणों का निरूपण करना और निश्चित रूप से यहां एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मिट्टी में आर्द्रतामापी नमी का अनुमान कैसे लगाया जाए क्योंकि जब आप मिट्टी की सूखी और गीली स्थितियों के बीच अंतर करते हैं तो यह प्रमुख पैरामीटर होता है कि मिट्टी में hygroscopic नमी की मात्रा क्या है अब इससे एक कदम पहले मिट्टी के सक्शन को निकाला जाएगा ठीक है क्योंकि यह पदार्थ की सूखी स्थिति और पूरी तरह से संतृप्त स्थिति के बीच एक इंटरफ़ेस होता है तो यदि आप मिट्टी की सक्शन की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं तो शायद आप मिट्टी के तीन चरणों का अध्ययन बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो मिट्टी के खनिज वायु और जल का संयोजन है अब आज के व्याख्यान में मैं जिस भी काम पर चर्चा करने जा रहा हूं उनमें से अधिकांश इस पेपर से हैं जो मेरी पीएचडी के विद्वानों में से एक परेश शाह द्वारा प्रकाशित किया गया था जोकिमिट्टी की विद्युत चालकता के निर्धारण करने के बारे में है हालांकि यह शब्द सरल है जिसे मैंने शामिल किया है लेकिन कार्यप्रणाली बहुत जटिल है लेकिन फिर भी इस पद्धति को प्रारंभिक और काफी सरल माना जाता है और जब भी आपको समय मिलता है आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं जो ASTM international में प्रकाशित किया गया था जो सूखी मिट्टी गीली मिट्टी छिद्र समाधानों का अध्ययन करने के बारे में बात करता है और कैसे आप इन गुणों को मिट्टी के सक्शन से जोड़ सकते हैं और फिर एक बार आप इन मापदंडों को जानते हैं तो यह साफ़ हो जाता है की कैसे हम इस दर्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं ताकि फूलने वाली और न फूलने वाली प्रकार की मिट्टी का निरूपण किया जा सके तो इस अध्ययन का दायरा काफी बड़ा है ठीक है अगर आप पिछले व्याख्यान में दिखाए गए प्रतिबाधा सेल में कोई प्रयोग करते हैं तो जो मूल संबंध आपको मिलता है वह चालकता और AC की आवृत्ति के बीच होता है तो x axis पर यदि आप एसी की आवृत्ति और y axis पर प्रवाहकत्त्व प्लॉट करते हैं तो आपको जो मिल रहा है वह गुलाबी बिंदीदार वक्र के रूप में दिखाया गया है यह इंगित करता है कि जहां तक आवृत्तियाँ बहुत कम हैं यह कुछ भी नहीं है लेकिन डीसी क्षेत्र है ठीक है और जब आवृत्ति बढ़ती है तो आप पदार्थ की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए डीसी से एसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वक्र का मूल आकार इंगित करता है कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ जाती है चालकता भी बढ़ती है अब हम इस सम्बन्ध से क्या करना चाहते हैं इस सम्बन्ध से हम मिट्टी के लिए एक संदर्भ चालकता प्राप्त करना चाहते हैं अब जब मैं संदर्भ चालकता शब्द का उपयोग करता हूं तो इसे सामान्यतः डीसी के रूप में परिभाषित किया जाता है इसका क्या मतलब है चालकता को आवृत्ति के शुद्ध डीसी मूल्य पर मापना बहुत मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रोड ध्रुवीकरण और अन्य जुडी हुई सभी समस्याओं के कारण तो अब हम क्या करते हैं कि हम मूल रूप से इस स्पेक्ट्रम को पूरा करते हैं और फिर रेखा को इस तरह से बढ़ाते करते हैं कि जहाँ भी यह रेखा आवृत्ति f या ओमेगा बराबर 0 रेखा को काटती है उस बिंदु को σDC माना जाता है ठीक है तो यह सरल जिओमेट्रिकल निर्माण द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसे संदर्भ आवृत्ति भी कहा जाता है आपकी संदर्भ आवृत्ति कोई भी आवृत्ति हो सकती है जिस पर आप पदार्थ की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना चाहते हैं इसलिए मैं इसे एक संदर्भ आवृत्ति भी मान सकता हूं तो संक्षेप में मूल समीकरण को लिखा जा सकता है मिट्टी की कुल चालकता σDC और आवृत्ति के संयोजन को किसी स्थायी टर्म के साथ गुणा करने पर प्राप्त होगा अब बाद में हम देखेंगे कि यह प्रभाव और कुछ नहीं बल्कि छिद्र घोल और मिट्टी के मैट्रिक्स का प्रभाव हैजो सिस्टम में मौजूद है ठीक है अब क्योंकि मैं इस ग्राफ को एक सामान्य पैमाने पर प्लॉट कर रहा हूं यह एक सीधी रेखा है अगर मैं इसे लॉग स्केल पर प्लॉट करता हूं तो यह फिर से एक सीधी रेखा होगी इस समीकरण का मूल रूप एक गैर रैखिक वक्र भी हो सकता है क्योंकि यदि आप देखें तो इस वक्र की प्रतिक्रिया प्रकृति में गैर रैखिक है ठीक है अब कभी कभी इस संदर्भ आवृत्ति को दहलीज आवृत्ति भी कहा जा सकता है इसका मतलब है अधिकांश चालन इस आवृत्ति से परे पदार्थ में होता है तो आपको पदार्थ में ions के चालन की निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए इस आवृत्ति स्तर को पार करना होगा तो यह एक अच्छा विशेषता वक्र बन जाता है और R2 मान के आधार पर आप कह सकते हैं कि आपका फिटिंग फ़ंक्शन अच्छा है या नहीं और σDC का मूल्य जो आपको मिल रहा है वह ठीक है या नहीं तो यह पहली प्रतिक्रिया है जो आपको किसी भी प्रतिबाधा विश्लेषण से मिलता है तो बस आपको याद दिलाने के लिए किसी भी प्रतिबाधा सेल को फिर से लें जिसमें दो समानांतर प्लेट कैपेसिटर या दो इलेक्ट्रोड हैं मिट्टी के द्रव्यमान को भरें और आवृत्ति को बदलकर इस सरल प्रयोग का आयोजन करें और फिर आपको यह संबंध मिलता है जहां से आप σDC प्राप्त कर सकते हैं जो किसी दी गयी पदार्थ के लिए एक मानक होता है अब इस σDC का उपयोग करके क्या किया जा सकता है जब σDC को आयतनीय नमी की मात्रा के संबंध में प्लॉट किया जाता है या उस मामले में भी कुल चालकता या मिट्टी की थोक चालकता को आयतनीय नमी की मात्रा के संबंध में प्लॉट किया जाता है तो आप देखेंगे कि वह एक अरैखिक बढ़ता पैटर्न होगा तो यह इंगित करता है कि नमी की मात्रा बढ़ जाने से पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है जब आप सिस्टम में नमी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो ionic चालकता बढ़ती जाती है तो ionic चालकता हमेशा अर्ध ठोस या पदार्थ की ठोस अवस्था की तुलना में उस मिट्टी के लिए अधिक होगी जो घोल रूप में है तो यह वक्र मूल रूप से दिखाता है कि चालकता आयतनीय नमी की मात्रा के अनुसार कैसे बदलेगी अब आपके विचार से हम इस प्रकार के संबंध का क्या उपयोग कर सकते हैं या क्या आप ऐसी स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं जहां इस प्रकार के संबंध का व्यावहारिक या वास्तविक जीवन में उपयोग किया जा सके मैं एक जांच प्रणाली डिजाइन कर सकता हूं जो मुझे मिट्टी में आयतनीय नमी की मात्रा या भू सामग्री या झरझरा मीडिया कैसे बस उसकी चालकता को मापकर तो एक बार जब आप इस प्रकार के संबंध प्रशिक्षित कर चुके होते हैं या एक बार आपके पास इस प्रकार का एक अंशांकन वक्र होता है तो इसका उपयोग आयतनीय नमी की मात्रा या इसके विपरीत को मापने के लिए किया जा सकता है यदि आप आयतनीय नमी की मात्रा जानते हैं तो आप इसकी चालकता का पता लगा सकते हैं इसका मतलब है कि इन दो दर्शनों के आधार पर मैं इस वक्र को वास्तविक जीवन की अलग अलग परिस्थितियाँ में उपयोग कर सकता हूं आपका कोई विचार या कोई अनुमान जहां मैं इस प्रकार की सूचनाओं का उपयोग किन्ही स्थितियों में कर सकता हूं एक स्थिति जहाँ मिट्टी में पानी की प्रोफाइल बनाने के लिए स्पष्ट है तो आप चालकता को मापते हैं और चालकता के आधार पर आप कह सकते हैं कि आयतनीय नमी की मात्रा क्या है उल्टे मामले को मान लिया जाए तो अगर मैं कोई स्वचालित अलार्म सिस्टम विकसित करना चाहता हूं कह लीजिये ताकि पानी का छिड़काव या सिचाई को ट्रिगर किया जा सके तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के बारे में सोचते हैं जिस पल थीटा अपने निश्चित मूल्य से नीचे चला जाता है क्या होगा अगर थीटा कम होता है कह लीजिये अगर यह फसल के उपज बिंदु से कम होता है कह लीजिये 15 से 10 प्रतिशत तो क्या होगा इससे चालकता में बदलाव आएगा और चालकता के इस बदलाव से अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जायेगा स्पष्ट है तो यह वास्तविक जीवन में एक बहुत अच्छा अनुप्रयोग है जहां इस तरह के सरल वक्र का उपयोग बहुत सारे लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है तो ऐसी कोई भी घटना जहां नमी की मात्रा बढ़ या घट रही है उसकी चालकता के लिए अनुवाद किया जा सकता है और उसे मापना और उसकी निगरानी करना बहुत आसान है और फिर आप इसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिदम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जोड़ सकते हैं ताकि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वह ठीक हो सके अब इन प्रयोगों के आधार पर शोधकर्ता कुछ सामान्यीकृत मॉडल के साथ आना चाहते हैं और इन मॉडलों को आर्ची के नियम के रूप में जाना जाता है इसलिए मैं उस पदार्थ के अंतिम चरण पर विचार कर रहा हूं जहां पदार्थ असंतृप्त है अब यह समीकरण का सबसे सामान्य रूप है जो व्यवहार में उपयोग किया जाता है थोक चालकता σ c σw ηB Sm S क्या है संतृप्ति की पावर m ठीक है अब यदि आप इस समीकरण को हल करना चाहते हैं तो मापदंडों के कितने सेट की आवश्यकता है आपके पास 1 2 3 अज्ञात हैं उसी समय छिद्रता भी अज्ञात होगी संतृप्ति भी अज्ञात होगी और आप चालकता को माप रहे हैं तो आप एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहां आपके पास बहुत सारे अज्ञात हैं और आप जो माप सकते हैं वह केवल एक पैरामीटर है या तो आप माप सकते हैं σw अधिकतर पता रहता है इसलिए आप एक छिद्र घोल की चालकता का पता लगा सकते हैं तो इस भ्रम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप इस समीकरण को इस रूप में बदल सकते हैं थीटा क्या है आयतनीय नमी की मात्रा और थीटा छिद्र में संतृप्ति के बराबर हैंa इसलिए यदि आप छिद्र में संतृप्ति की पावर m निकालते हैं σ c σw ηB m θm संयोग से σσw क्या होगा यह गठन कारक का इनवर्स है इसका मतलब है कि जो मिट्टी के अनिसोट्रॉपी या स्तरीकरण के बारे में बात करेगा अब अधिकांश समय B अधिकांश मिट्टी के लिए m के बराबर होता है इसलिए ηB m यहां से गायब हो जाता है और फिर क्या होता है आपको आर्ची का प्रसिद्ध कानून मिलता है जो σ c σw θm है इसका मतलब है अगर मुझे गठन कारक पता है और अगर मैं इन गुणांक c और m को जानता हूं तो मैं आयतनीय नमी की मात्रा प्राप्त कर सकता हूं या अगर मुझे आयतनीय नमी की मात्रा पता है और अगर मुझे एक निश्चित प्रकार की मिट्टी के लिए गुणांक c और m पता हैं तो मैं गठन कारक निकाल सकता हूं σw प्राप्त करना आसान है इसलिए आप σ प्राप्त कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप इन समीकरणों का उपयोग आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं तो यह एक फ़ंक्शन है जो गठन कारक और छिद्रता या आयतनीय नमी की मात्रा के बीच संबंध है अधिकांश भूवैज्ञानिक और इंजीनियरिंग भूविज्ञान के लोग इस अवधारणा का अधिक उपयोग करते हैं क्या यह इसलिए नहीं है क्यूंकि जमा के गठन के इतिहास को समझने के लिए गठन कारक बहुत महत्वपूर्ण है दोबारा मैं इस शब्द को दोहराता हूं यह डिपोसिट के गठन का इतिहास है इसका मतलब है यदि आप अध्ययन कर रहे हैं कि डिपोसिट कैसे बनते हैं और उनका भूवैज्ञानिक जीवन क्या है आप इस शब्द गठन कारक का उपयोग कर सकते हैं ताकि तलछट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सके ठीक है अब इस पैरामीटर c और m के बारे में हाँ परेश शाह ने वास्तव में इन गुणांक m और c को सामान्यीकृत कर दिया और यह 2005 में ASTM की मिट्टी की विद्युत चालकता पत्रिका के आकलन के लिए सामान्यीकृत आर्ची के नियम में प्रकाशित किया गया था हमने जो किया था हमें एहसास हुआ कि पैरामीटर c और m मिट्टी के पदार्थ पर गहरा असर डालते हैं इसलिए हमने बहुत से प्रयोग किए साहित्य संग्रह किया के साहित्य के संश्लेषण किया और जब हमने इसे एक स्केल पर m और c के संबंध में प्लाट किया तो हमने देखा कि इस प्रकार का संबंध मौजूद है इसका मतलब है कि मिट्टी के पदार्थ के लगभग 7 प्रतिशत या 8 प्रतिशत के मूल्य तक m स्थिर रहता है जिसके आगे यह मिट्टी के पदार्थ के बढ़ने के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है इसी तरह c भी एक निश्चित सीमा तक स्थिर रहता है और फिर मिट्टी के पदार्थ के उस सीमा से परे होने पर c का मान मिट्टी के पदार्थ के साथ रैखिक रूप से बढ़ जाता है तो संक्षेप में यदि आप एक मिट्टी के द्रव्यमान की मिट्टी के पदार्थको जानते हैं जो कि हाइड्रोमीटर विश्लेषण करके प्राप्त करना काफी आसान है तो जैसे ही आप मिट्टी के पदार्थ को जानते हैं आप उन मापदंडों को जानते हैं जो आप पिछले समीकरणों में डाल सकते हैं तो σ c σw θm तो एक सामान्यीकृत कानून तैयार है जो विभिन्न व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए काम में लाया जा सकता है यह इस पेशे के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था अब आप इस आंकड़े को पहचान गए होंगे जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी मूल रूप से इस तरह के सेटअप का उपयोग छिद्र द्रव या छिद्र घोल के लिए किया जाता है यह एक प्रेशर मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्टर है जो एक रीटेनर यूनिट से जुड़ा होता है और रीटेनर यूनिट एक कंप्रेसर यूनिट से जुड़ा होता है तो हवा को संपीड़ित किया जाता है और एक निश्चित दबाव पर इस रीटेनर यूनिट में रखा जाता है इससे संपीड़ित वायु दाब झिल्ली के एक्सट्रैक्टर में चली जाती है जहाँ मिट्टी के नमूनों को एक फिल्टर कपड़े और एक विशेष झिल्ली पर रखा जाता है जिसे पीवीसी झिल्ली या सेलूलोज़ एसीटेट झिल्ली के रूप में जाना जाता है यह प्रयोग आपको तब करना होगा जब आप मिट्टी के सक्शन मापों के संचालन के लिए लैब में आएंगे आप दबाव कक्ष के अंदर के दबाव को माप सकते हैं और यह सक्शन दबाव के बराबर होगा लेकिन इस संदर्भ में जिसका उल्लेख हम तब कर रहे हैं जब आप मिट्टी के नमूनों पर कुछ दबाव लगा रहे हैं छिद्र घोल निकल जाता है और सैंपलिंग बोतल में एकत्रित किया जा सकता है और यह छिद्र घोल यदि आपको याद है कि इसमें मौजूद भारी धातुओं के लिए परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके आगे का विश्लेषण किया जा सकता है या आईसीपी इकाई आपकी सटीकता के अनुसार या इसके विद्युत गुणों को निर्धारित करने के लिए भी इस छिद्र घोल का उपयोग किया जा सकता है तो इस तरीके से आप थोक मिट्टी से छिद्र घोल के प्रभाव को छान रहे हैं तो आप एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहाँ आप छिद्र घोल और मिट्टी के ठोस के बारे में अलग से बात कर रहे हैं और फिर आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों संस्थाओं का क्या योगदान है जहां तक पोरस मीडिया के माध्यम से विद्युत् प्रवाह का संबंध हैऔर इस प्रकार के मॉडल के बारे में हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं तो मूल प्रश्न यह दर्शन था कि हम छिद्रपूर्ण मीडिया के माध्यम से एसी के संचालन का प्रस्ताव कर रहे हैं तो हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये दर्शन मान्य हैं कोई व्यक्ति पिछले व्याख्यान में पूछ रहा था कि इन तीन चार भागों में से कोनसा हिस्सा अधिकतम योगदान देगा तो इसका सबसे अच्छा तरीका होगा जब आप छिद्र घोल को फ़िल्टर करते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार का चालन हो रहा है क्या वह कण से कण है या कण की सतह पर है या छिद्र घोल है और फिर आप यह समझने के लिए मॉडल विकसित कर सकते हैं कि झरझरा मीडिया के माध्यम से प्रवाह कैसे गुजरता है और क्या इसका उपयोग छिद्र मीडिया के लक्षण वर्णन के लिए किया जा सकता है या नहीं तो ये विशिष्ट परिणाम हैं जो आपको मिट्टी और आसुत जल के लिए मिलते हैं आपको इस प्रकार के संबंध को दिखाने का मूल विचार यह है कि जब आपको ज़ेड डबल प्राइम पर न् यूक्विस्ट प्लॉट पर प्रतिबाधा स्पेक्ट्रोस्कोपी परिणाम मिलते हैं तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि काल्पनिक हिस्सा प्रकृति और एक्स पर अधिक कैपेसिटिव है अक्ष यदि आप प्रतिरोधक भाग की साजिश करते हैं जो शुद्ध प्रतिरोध है और आवृत्ति पर निर्भर नहीं है तोआसुत जल के लिए आप देखेंगे कि बहुत कम इलेक्ट्रोड ध्रुवीकरण है यह देखें कि यह भाग इलेक्ट्रोड ध्रुवीकरण है इसका मतलब है एक पतली परत जो इलेक्ट्रोड और पदार्थ के बीच बनती है तो क्योंकि पानी गीला तरल पदार्थ की संभावना हैइलेक्ट्रोड का ध्रुवीकरण कम होगा और यही आप वास्तव में यहां देख रहे हैं इसके विपरीत जब आप मिट्टी की प्रतिक्रिया को देखते हैं तो एक संपर्क समस्या होती है और संपर्क समस्या यह है कि पदार्थ विशेषता का यह भाग इलेक्ट्रोड और हवा के रूप में पदार्थ के बीच बहुत अधिक संपर्क से मेल खाता है तो यह इलेक्ट्रोड ध्रुवीकरण के कारणों में से एक हो सकता है अब एक और चीज़ जो मैं यहाँ दिखाना चाहता था यदि आप वक्र के आकार को देखें तो लगभग एक गोलाकार वक्र है इसलिए जब तक आप आवृत्ति नहीं बढ़ाते हैं तब तक मिट्टी के ठोस चरण के माध्यम से वर्तमान को पारित करना बहुत मुश्किल है इसलिए इसीलिए हम अधिक डेटा उत्पन्न नहीं कर सके क्योंकि आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं जो एक मेगाहर्ट्ज़ से आगे काम नहीं करता है इसलिए हम आदर्श रूप से बहुत अधिक डेटा प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि आप 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति रेंज में काम करते हैं तो आपको यहां एक संपूर्ण सर्कल मिलेगा अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के रिश्तों की सुंदरता या इस प्रकार के रेखांकन क्या होंगे इनका वास्तविक जीवन कि इंजिनीरिंग में क्या उपयोग हो सकता हैं यदि मैं आपको इस प्रकार के पैटर्न देता हूं तो आप क्या कर सकते हैं Binal इसे आपके प्रश्न के साथ कुछ करना है जो आपने कल पूछा था मैं यह पता लगा सकता हूं कि पदार्थ में मौजूद पदार्थ के चरण क्या हैं इसलिए एक धातुकर्मवादी जब वह प्रतिबाधा स्पेक्ट्रोस्कोपी करता है तो उसका इरादा यह पता लगाना है कि एक समग्र में विभिन्न धातुओं की संरचना क्या है इसका मतलब है कि मौजूद पदार्थ के चरणों के आधार पर आपको प्रतिबाधा प्लाट में बहुत सारे सर्कल मिलेंगे यहां आसुत जल आपके पास एक चरण है माने कि थोड़ी सी हवा और पानी इस मिट्टी में आपके पास खनिजों का ठोस चरण और कुछ मात्रा में वायु है इसलिए यदि चक्र का आकार आपको किंक्स दिखाता है किंक्स का मतलब पद है इसलिए प्रत्येक पद पदार्थ के एक निश्चित चरण के अनुरूप होगा तो आप में से जो लोग FRPs डिज़ाइन में काम कर रहे होंगे वे जानते हैं कि फाइबर प्रबलित कंक्रीट FRCs वहाँ आप इस प्रकार की तकनीकों का काफी उपयोग करेंगे आप अपनी खुद की कंपोजिट बना सकते हैं और आप कंपोजिट के चरणों की जांच कर सकते हैं जो मौजूद हैं और फिर आप इस संरचना को बेहतर तरीके से मॉडल कर सकते हैं अब हम इस तरह की अवधारणा का उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में मृदा और नींव और कंक्रीट से संबंधित कँहा कर सकते हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि कंक्रीट कैसे सैट हो रही हैं इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है आप कंक्रीट की उम्र का पता Nyquist प्लॉटों या प्रतिबाधा प्लॉटों के द्वारा लगा सकते हैं और यह वह है जहां आप उस समय के बीच अंतर कर सकते हैं जब कंक्रीट सेट होना शुरू होती हैं और जैल का बनना सर्वाधिक होता हैं और यह ग्रीन कंक्रीट और सेट कंक्रीट के बीच अंतर भी करेगा तो किस प्रकार के सम्मिश्रण को जोड़ा जाना चाहिए किस प्रकार के त्वरक को जोड़ा जाना चाहिए किस प्रकार के मंदक को जोड़ा जाना चाहिए तो संक्षेप में आप एक ऐसी प्रक्रिया को समझ सकते हैं जो इस प्रकार के विश्लेषणों को संचालित करके प्रणाली में एक सूक्ष्म स्तर पर चल रही है क्या यह हिस्सा स्पष्ट है इनका दायरा न केवल प्लाट या ग्राफ होते हैं इन ग्राफों से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट या एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट इस तरह के सम्बन्धों का उपयोग यह समझने के लिए करेगा कि आपकी बायो सेल कैन्सरस हैं या नहीं किसी को अनुमान है कि वे यह कैसे कर रहे होंगे दरअसल हमने इस कला को बायोटेक्नोलॉजिस्ट से सीखा है यदि कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो उनमें बहुत अधिक नमी नहीं होगी लेकिन अगर कोशिकाएं अस्वस्थ हैं तो वे कैन्सरस हैं उनकी जल भंडारण क्षमता बहुत अधिक होगी और आप इस समय तक जानते हैं कि पानी का प्रतिबाधा impedance बहुत अधिक होगा इसलिए आप मृत कोशिकाओं स्वस्थ कोशिकाओं और अस्वास्थ्यकर कोशिकाओं के बीच अंतर केवल उनकी डाई इलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया या प्रतिबाधा प्रतिक्रिया को देखकर कर सकते हैं आपको बात समझ में आई तो यह वह जगह है जहां लोग वास्तव में विमानन उद्योग में इसका उपयोग कर रहे हैं जहां आप यह स्थापित करना चाहते हैं कि हम कितने रन के बाद एक किसी उपकरण या एक विमान की कितनी उड़ान के बाद पंखों में कुछ सूक्ष्म दरारें विकसित हो सकती हैं जो सिर्फ नग्न आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो किसी सिस्टम में हवा के किसी भी संसेचन को सिस्टम में एक पदार्थ के एक चरण के रूप में माना जाएगा और सिस्टम के उस चरण को प्रतिबाधा प्रतिक्रिया की मदद से बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है हमारे अध्ययनों में इस प्रकार के संबंधों का अच्छा उदाहरण गुहाओं या मिट्टी की सूक्ष्मता का पता लगाना होगा इस तरह हम उनके सेमिनारों को प्रस्तुत करते समय विवरणों में और अधिक चर्चा करेंगे तो आप गठन का पता लगा सकते हैं या आप दानों के गठन के पैटर्न को जान सकते हैं कि क्या वे छितरे हुए हैं या क्या वे flocculated हैं या क्या यह एक कार्ड हाउस संरचना है इसके दानों से दानों की संरचना और इसी प्रकार तो इसका मतलब है इस प्रकार का विश्लेषण दानों की संरचना और संक्षेप में मिट्टी के फेब्रिक की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है तो ये उन अध्ययनों का दायरा है जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि यह हिस्सा अब आपके लिए स्पष्ट है कुछ और जो आप अनुप्रयोग वार जोड़ना पसंद करते हैं तो हमारे पास सीमेंट में किसी भी पदार्थ को इसके प्रतिबाधा प्रतिक्रिया की मदद से चित्रित किया जा सकता है अब आपको केवल यह महसूस कराने के लिए कि आवृत्ति के साथ डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक में कैसे परिवर्तन होता है मैंने यहां आसुत जल के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक और साथ चालकता प्रतिक्रिया के आवृत्ति के साथ में ग्राफ भी दिया है आसुत जल को सब से कम संचालन का पानी माना जाता है है ना तो आप यहाँ क्या नोटिस करते हैं कि जैसे आवृत्ति बढ़ती है आसुत जल की चालकता डीसी आवृत्ति 168 × 10 4 सीमेंस प्रति मीटर के साथ बढ़ जाएगी और डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक को देखो डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक बदलता है बहुत तेजी से बदलता है जैसे आवृत्ति बढ़ती है इसका क्या मतलब है डिस्टिल्ड वॉटर बिजली का एक अच्छा कंडक्टर या बिजली का खराब कंडक्टर खराब कंडक्टर है जो सही है तो लेकिन जैसे ही आवृत्ति बढ़ जाती है डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक का क्या होता है यह बहुत तेजी से घटता है और फिर यह लगभग स्थिर हो जाता है हम जिस पानी के बारे में बात कर रहे हैं उसका क्या मूल्य है 81 लगभग इसलिए हमने 76 78 के बारे में कहा है इस प्रकार इम्पीडेन्स सैल के लिए कैलिब्रेशन किया जाता है जिसमें आप मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने जा रहे हैं इसलिए इससे पहले कि आप कोई भी प्रयोग करें यह हमेशा एक अच्छा विचार है कि विभिन्न तेल पानी विभिन्न तरल पदार्थ विभिन्न मानक पदार्थ का उपयोग करके इम्पीडेन्स सैल को कैलिब्रेट किया जाए और फिर भू पदार्थो के विद्युत गुणों के निर्धारण के साथ आगे बढ़ें क्या यह हिस्सा स्पष्ट है एक और अच्छा उदाहरण यह है कि मिट्टी का डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक आवृत्ति बढ़ाने के साथ कैसे बदलता है अधिक आवृत्ति पर डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक में कई चक्रों की गिरावट आती है आप जानते हैं कि लॉग चक्र बहुत अधिक मूल्य 108 से शुरू होकर लगभग 80 81 के करीब से 100 कम पर इस का क्या महत्व है जब भी आप किसी उन्नत उपकरण का उपयोग करते हैं तो पहला सवाल यह होता है कि मुझे किस रेंज में पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करना चाहिए यह इंगित करता है कि यदि आप इस आवृत्ति के अनुरूप विद्युत गुणों को मापते हैं तो आप जो प्राप्त करने जा रहे हैं वह गुण हैं जो स्थिर नहीं हैं हालांकि जब आप मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में गुणों का अध्ययन कर रहे हैं तो डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक में परिवर्तन हुआ लगभग नगण्य होता है और यह वह क्षेत्र है जहां आपको मिट्टी या किसी भी पदार्थ के गुण प्राप्त होंगे जो बहुत अधिक विश्वसनीय और स्थिर होंगे तो यह है कि आवृत्ति के चयन के लिए प्रशिक्षण कैसे किया जाता है मुझे लगता है कि आपके दिमाग में यह विचार प्रश्न होना चाहिए कि आप पूर्ण स्पेक्ट्रम विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन पदार्थ को निस्र्पक करने के लिए किस आवृत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए तो जवाब यहाँ से आता है कि जहाँ भी डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक में गिरावट नगण्य हो वही आवृत्ति का मूल्य है जिसे पदार्थ के लक्षण वर्णन के लिए अपनाया जाना चाहिए यहाँ कोई प्रश्न है आइए हम हाइग्रोस्कोपिक नमी मात्रा के बारे में बात करते हैं जिसे डब्ल्यू एच wh के रूप में दर्शाया गया है मूल रूप से हाइग्रोस्कोपिक नमी मात्रा वह नमी है जो मिट्टी द्वारा इलेक्ट्रो आणविक बलों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बलों आदि के कारण पर्यावरण से अवशोषित होती है आम तौर पर डब्ल्यू एच wh को सूखी मिट्टी के लिए मापा जाता है जो कि सही नहीं है सामान्य नियम है कि यह है कि क्ले मिट्टी को कभी भी हवा में सुखाया नहीं जाना चाहिए क्षमा करें क्ले मिट्टी को कभी भी ओवन में सुखाया नहीं जाना चाहिए ठीक है इसलिए उन्हें हमेशा हवा में सुखाया जाना चाहिए और जब आप उसे हवा में सुखाते है तो हाईग्रोस्कोपिक नमी मात्रा तस्वीर में आ जाती है मूल प्रश्न यह है कि मृदा से जुड़े हाइग्रोस्कोपिक नमी का मूल्य क्या है अब इस भाग का हमने पहले भी अध्ययन किया है कि हाइग्रोस्कोपिक नमी मात्रा मिट्टी के विशिष्ट सतह क्षेत्र कटियन विनिमय क्षमता तरल सीमा फूलने की क्षमता का एक फंक्शन है लेकिन आप इस श्रृंखला को चालकता और डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक तक बढ़ा सकते है ठीक हैं वास्तव में डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक और चालकता ऐसे पैरामीटर हैं जो इस समीकरण में जुड़े अन्य सभी मापदंडों का ध्यान रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू एच चालकता और डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक का एक फंक्शन होगा तो पहला दर्शन यह है कि हाइग्रोस्कोपिक नमी मात्रा चालकता का फंक्शन होना चाहिए जो कि हाइग्रोस्कोपिक चालकता के अनुरूप हो हाइग्रोस्कोपिक नमी मात्रा के अनुरूप चालकता जो कि मिट्टी के सूखे स्थिति के अनुरूप चालकता के साथ सामान्यीकृत की गयी हो इसलिए अगर आप इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो आप हाइग्रोस्कोपिक नमी मात्रा डब्ल्यू एच प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्थरांक k मूल्य डाई इलेक्ट्रिक k मूल्य तो वह भी wh से जुड़ा होना चाहिए जहाँ kdiff तो हाइड्रोस्कोपिक नमी मात्रा आपको हमेशा डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक का मूल्य पदार्थ की शुष्क अवस्था की तुलना में डाई इलेक्ट्रिक स्थरांक से उच्च मूल्य प्रदान करेगी अब इन अवधारणाओं का उपयोग क्ले के लक्षण वर्णन के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है और यह फिर से परेश शाह द्वारा योगदान था जो मिट्टी की हाइड्रोस्कोपिक नमी मात्रा के निर्धारण के लिए पद्धति जो एएसटीएम इंटरनेशनल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और जब आपको समय मिलता है तो कृपया उसके काम से गुजरें जहाँ आप kdiff और सामान्यीकृत चालकता के मानों को रखकर सीधे हाइग्रोस्कोपिक नमी मात्रा प्राप्त कर सकते है और हां आप मिट्टी के एसएसए विशिष्ट सतह क्षेत्र कटियन विनिमय क्षमता तरल सीमा और मिट्टी की आविभव क्षमता मिट्टियो के साथ जोड़ सकते हैं